सभी को नमस्कार इस पाठ्यक्रम के सप्ताह 10 में आपका स्वागत है हम इस पाठ्यक्रम में बहुत सारी मूल बातें कर रहे हैं और पिछले सप्ताह हमने सिमेंटीक्स पर अपनी चर्चा समाप्त की और सिमेंटीक्स के दौरान हमने विभिन्न एप्लीकेशन के बारे में भी बात की जहाँ आप टोपिक मॉडल और अन्य चीजे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेंटीक्स और Refer Time 0035 सिमेंटीक्स का उपयोग कर सकते हैं इस सप्ताह से हम मुख्य रूप से एप्लीकेशनस पर ध्यान केंद्रित करेंगे इसलिए आप दोनों मूल बातों का उपयोग करेंगे जिन्हें हमने कवर किया है और विशिष्ट कार्यों को हल करने के लिए कुछ नए तरीके हैं और इस कोर्स के लिए हमने उन कार्यों को चुना है जो एनएलपी और टेक्स्ट पैनल के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं इस सप्ताह में हम इसकी शुरुआत करेंगे हम पहले दो लेक्चर शुरू करेंगे जो एंटिटी लिंकिंग है और फिर हम इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन की ओर जाएंगे तों आज हम एंटिटी लिंकिंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो एंटिटी लिंकिंग क्या है वहाँ क्या समस्या है हम कभी कभी शुरू में और कुछ व्याख्यानों में चर्चा कर रहे थे कि जब हम टेक्स्ट डेटा का सामना करते हैं तो बहुत सी एंटिटीस का उल्लेख किया जाता है और यह एक कार्य के लिए उपयोगी होगा यदि इस विशेष टेक्स्ट डेटा में उपयोग की जाने वाली विभिन्न इकाइयाँ क्या हैं तों विभिन्न नॉलेज और रिसोर्सेस हैं जहां आपके पास इन सभी एंटिटीस की एक अच्छी सूची है और इन सभी का कुछ विवरण उपलब्ध है तो मान लीजिए कि आप एक टेक्स्ट से पता लगा सकते हैं कि यहां कौन सी महत्वपूर्ण एंटिटीस हैं और यदि आप उन्हें नॉलेज के आधार से जोड़ सकते हैं तो आप इन पर आगे बहुत कुछ कर सकते हैं उदाहरण के लिए यहाँ एक व्यक्ति एंटिटी है और डेटाबेस में आपके पास इस बारे में बहुत सारी जानकारी होगी और आप सभी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार यदि आप किसी एंटिटी डेटा से जुड़े विभिन्न डेटा के बारे में कुछ बैकग्राउंड नॉलेज रखते हैं तो आप जिस एंटिटी से लिंक हैं उसे नॉलेज के आधार से लिंक का प्रयास करते हैं और फिर आप इसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज निकाल सकते हैं और इस विशेष डेटा को विभिन्न कार्य के लिए उपयोग कर सकते है तो यह एंटिटी लिंकिंग की एक समस्या है हम इसे इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एंटिटी लिंकिंग एक डेटाबेस या ऑनटोलोजी से किसी विशिष्ट एंटिटी के टेक्स्ट में सभी उल्लेखों की पहचान करने का कार्य है इसलिए जो हम यहां मान रहे हैं की हमारे पास एक डेटाबेस है या हम इसे नॉलेज बेस्ड ऑनटोलोजी भी कह सकते हैं जहां मुझे पता है कि विभिन्न एंटिटीस क्या हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है और उस एंटिटी के साथ सूचित करने के साथ मेरे पास कुछ अलग तरह की जानकारी होगी उदाहरण के लिए विकिपीडिया में आपके पास मौजूद सभी विकिपीडिया पेजेज के बारे में सोचें जिन्हें आप कॉल कर सकते हैं आप इन सभी विकिपीडिया पेजेज को एंटिटी पेजेज पर सोच सकते हैं और आपको प्रत्येक पेज में एंटिटीस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है तो यह मेरा नॉलेज बेस है अब जब आप एक टेक्स्ट का सामना करते हैं तो आपकी समस्या का पता चलता है कि यदि विशेष रूप से n ग्राम या शब्दों का क्रम अनुक्रम एक साथ विकिपीडिया में एक एंटिटी के अनुरूप है और यदि ऐसा है तो इसे उस विकिपीडिया पेज से लिंक करें और यह एंटिटी लिंकिंग समस्या का विचार है इसलिए विभिन्न डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने YAGO फ्रीबेस से भी ज्यादा विकिपीडिया का बहुत उपयोग किया है और जब आप कर रहे हैं तब एंटिटी लिंकिंग का कार्य दो अलग अलग चरणों में तोड़ सकते है इसलिए एक चरण यह होगा कि आप टेक्स्ट से यह पता लगा लेंगे कि उपयुक्त कैंडिडेट या एंटिटीस क्या हैं जिन्हें लिंक किया जाना चाहिए तो इसे एंटिटी मेंशन डिटेक्शन पार्ट कहा जाता है आप पहचानें कि एंटिटीस का उल्लेख क्या है जो डेटाबेस से लिंक होना चाहिए और एक बार जब आपको पता चलता है कि कौन सी महत्वपूर्ण एंटिटीस हैं तो अगला उस डेटाबेस को उचित रूप से लिंक करना होगा जो दूसरा भाग है रेफरेंस डिसअम्बिगुईशन या एंटिटी रीसोलूशन अब वह समस्या क्यों होगी हमने शब्दों के डिसअम्बिगुईशन के बारे में चर्चा की वह वैसा ही है एक ही एंटिटी के नाम के साथ अलग अलग रेफ़रेंस हो सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क सिटी हो सकती है और न्यूयॉर्क नाम के साथ फिल्म हो सकती है न्यूयॉर्क नाम में टीवी सीरियल हो सकता है इसलिए जब किसी टेक्स्ट में आपके पास न्यूयॉर्क का उल्लेख होता है तो आप यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इसे न्यूयॉर्क सिटी या फिल्म या टीवी सीरियल या कुछ और से लिंक करना चाहते हैं तो यहां डिसअम्बिगुईशन की समस्या आती है और यह तब भी संभाला जाना चाहिए जब हम एंटिटी लिंकिंग की समस्या को हल कर रहे हैं यहा पता करें कि उपयुक्त एंटिटीस क्या हैं और फिर उन्हें उचित रूप से डेटाबेस में उनकी प्रविष्टियों से लिंक करें तो आपके सामने कौन सी चीजें हैं जो इस समस्या से निपटने के लिए जरूरत है तो एक मीन वेरिएशनस है तो एक ही एंटिटी को कई अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है उदाहरण के लिए हिलेरी क्लिंटन जैसी सरल चीजें है तो एक टेक्स्ट में आप सभी इसे केवल क्लिंटन नाम के साथ या अंतिम नाम क्लिंटन के साथ लिख सकते हैं या शायद एक मध्य नाम भी शामिल है तो आप इसे अलग अलग तरह से लिख सकते हैं तो आपकी समस्या यह है कि आपको इन सभी नाम के वेरिएशनस को संभालना है और इन सभी को नॉलेज के आधार पर उपयुक्त एंटिटी में जाना चाहिए और फिर दूसरी चुनौती एंटिटी ऐम्बिग्यूअटी है जहा एक ही स्ट्रिंग एक से अधिक एंटिटी का उल्लेख कर सकता है इसकी भी चर्चा यहाँ की गई है न्यूयॉर्क कई एंटिटीस का उल्लेख कर सकता है इसलिए इन दोनों चुनौतियों को एंटिटी लिंकिंग की समस्या से निपटना होगा तो अब इस कोर्स के लिए हम क्या करेंगे हम एक विशेष डेटाबेस विकिपीडिया लेंगे जो हमारे आधार डेटाबेस के रूप में है हम हमेशा विकिपीडिया पर एक टेक्स्ट लिंक करेंगे तो यह इस लेक्चर के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से हमारा डेटाबेस होगा लेकिन सामान्य तौर पर आप किसी अन्य डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं और आप उसी के अनुसार अपने दृष्टिकोण को संशोधित कर सकते हैं तो एक विशेष शब्दावली है यदि आप अपने नॉलेज के रूप में विकिपीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो एंटिटी लिंकिंग के इस कार्य को विकिफीकेशन या विकीफाइंग कहा जाता है तो आप एक टेक्स्ट ले रहे हैं और आप इसे विकीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब है उन एंटिटीस का पता लगाना है जो महत्वपूर्ण हैं और फिर उन्हें उनके उपयुक्त विकिपीडिया पेजेज से लिंक्ड करना है तों यह विकिफीकेशन है तो अब इस समस्या के बारे में विस्तार से जानते हैं कि अलग अलग प्रोसेसिंग क्या हैं और विभिन्न तकनीकों का उपयोग केसे कर सकते हैं तो यहां एंटिटी लिंकिंग या विकिफीकेशन का एक उदाहरण है तो आप क्या देख रहे हैं आप फिजिक्स डोमेन से एक रिसर्च आर्टिकल देख रहे हैं और आपके पास यहाँ एक ऐब्स्ट्रेक्ट है तों हम टेक्स्ट में डीजेनेरसी इस रिमूवड डयू टू ए जियोमेट्रिक ग्रेडिएंट ओनटू ए मेटा सरफेस और इसी तरह से तो यहाँ एक टेक्स्ट शामिल है अब आप किस कार्य को विकीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यह पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण एंटिटीस क्या हैं और विकिपीडिया में उनके पेजेज क्या हैं यदि आप नीचे देखते हैं तो आपको विभिन्न लिंक मिलते हैं तो स्पिन ऑप्टिक्स जहां ऑप्टिक्स कुछ अलग पेज से लिंक्ड हुआ है यह एक डीजेनेरसी से उदाहरण है यह विकिपीडिया के एक पेज में एनर्जी के लेवेल्स को कम करने से जुड़ा हुआ है और आप उस पेज के बारे में कुछ स्पेशल कंटेंट भी जान सकते हैं यदि आप अपने माउस को वहां ले जाते हैं और यह कई अलग अलग शब्दों में किया जा रहा है जैसे ऑप्टिक्स कंट्रोल लाइट फोटोन हेलिसिटी एंगुलर मोमेमटम और अन्य पर भी कर रहा है इसका मतलब है कि इन शब्दों का उपयुक्त उल्लेख हैं और वे फिर उनके विकिपीडिया पेजेज से जुड़े हुए हैं तो यह विकिफीकेशन की प्रक्रिया है यहाँ आप एक न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल में आप देख रहे हैं कि विभिन्न शब्द यहाँ हाइपरलिंक हैं तो वहाँ आप इस शब्द को क्लिक कर सकते हैं और उनके उपयुक्त विकिपीडिया पेज पर जा सकते हैं उदाहरण के लिए यहां बगदाद है और यह शब्द बगदाद के विकिपीडिया विवरण को खोल देगा और आप केवल सारांश पढ़ना चाहते हैं या आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप इस पर खुलने वाले विकिपीडिया पर क्लिक कर सकते हैं और विकिपीडिया पेज पर जा सकते हैं तो हम यह भी देख सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन क्यों हो सकता है तो आप न्यूज़ आर्टिकल या साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ने के बारे में भी बात कर सकते हैं किसी भी अन्य टेक्स्ट या ट्वीट टेक्स्ट कहा जा सकता है जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो कई अलग अलग शर्तें हो सकती हैं जो बहुत स्पेसिफिक डोमेन से हैं और यदि आप डोमेन के विशेषज्ञ नहीं हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये शब्द क्या हैं तो फिर आप क्या करेंगे आप इस शब्द को लेंगे और डिक्शनरी में या गूगल पर या कुछ विकिपीडिया पर खोज करने का प्रयास कर सकते हैं और उस आर्टिकल को पूरी तरह से समझने के लिए आपको बहुत से समय की आवश्यकता होगी तो विकिफीकेशन क्या कर रहा है यह आपको उस टेक्स्ट में मदद कर रहा है जो यह स्वतः पहचान लेगा कि महत्वपूर्ण एंटिटीस क्या हैं और यह विकिपीडिया पेजेज को अपने आप लिंक कर देगा तो यह आपके लिए सभी कार्यों को करेगा और आप एक ही पेज में विवरण भी देख सकते हैं या आप विकिपीडिया पेज पर जा सकते हैं और इसके बारे में अधिक पढ़ सकते हैं तो यह एक निश्चित न्यूज़ आर्टिकल या साइंटिफिक आर्टिकल के लिए आपके पढ़ने को बढ़ाने में बहुत मदद करता है इसके अतिरिक्त अगर आप उस टेक्स्ट पर दो निश्चित कार्यों की योजना बना रहे हैं तो यह मदद कर सकता है आपको टेक्स्ट से कुछ सेमेंटिक्स प्राप्त करने होंगे और फिर यह नॉलेज होना चाहिए कि यह एंटिटी इस विकिपीडिया एंटिटी से मेल खाता है तों यह आपको विकिपीडिया पेज से कुछ नॉलेज प्राप्त करने में मदद कर सकता है और इसे अपने कार्य के लिए एक विशेषता के रूप में ले सकते है तो यह विकिफीकेशन के लिए एक अन्य एप्लीकेशन है हमने यहा साइंटिफिक आर्टिकल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स को देखा आप इसे ट्वीट जैसे बहुत छोटे टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं इसलिए ट्वीट में बहुत कम कांटेक्स्ट हैं यहां आप चार अलग अलग ट्वीट्स गो गेटर्स के साथ देख रहे हैं और यहां समस्या है कि गेटोर किसको रेफ़र करता है तो विकिपीडिया में दो अलग अलग उल्लेख हैं जो फ्लोरिडा गेटर्स फुटबॉल और फ्लोरिडा गेटर्स मेन्स बास्केटबॉल के लिए संभव हैं इस विशेष संदर्भ में यह फ्लोरिडा गेटर्स मेन्स बास्केटबॉल को रेफ़र करता है और आप इसे उस विशेष एंटिटी से जोड़ना चाहते हैं इसी प्रकार यहाँ "स्टे अप हॉक फेन्स वी आर गोइंग थ्रू ए स्लंप नाउ बट वी हेव टू स्टे पॉजिटिव गो हॉक्स तो यहां आपके पास फेन्स स्लंप और हॉक्स जैसी एंटिटीस हैं और उन्हें उपयुक्त एंटिटीस से लिंक्ड किया जाना चाहिए आप उनकी कई संभावनाओं को देख रहे हैं और आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि उपयुक्त विकिपीडिया क्या है जो आप अन्य उदाहरणों के साथ यहां देख रहे हैं तो आप इसे ट्वीट जैसे छोटे टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं ट्वीट के साथ बहुत कम जानकारी है और आप यह जानना चाहते हैं कि उपयुक्त एंटिटी क्या है जो इस ट्वीट से लिंक है और आप अपने दम पर कई अन्य एप्लीकेशनस के बारे में भी सोच सकते हैं जहां यह एंटिटी लिंकिंग महत्वपूर्ण है तो वास्तव में यह कैसे किया जाता है इसके लिए हम यह समझने की कोशिश करें कि अलग अलग वाक्यांश क्या हैं हमें व्यवस्थित रूप से क्या करने की आवश्यकता है तो सामान्य स्टेप्स क्या हैं पहला स्टेप यह निर्धारित करेगा कि लिंकेबल फ्रेसेस क्या हैं और इस स्टेप को मेंशन डिटेक्शन कहा जाता है यह टेक्स्ट से पता चलता है कि कौन से फ्रेसेस को n ग्राम से लिंक्ड करना है उदाहरण के लिए हमने बगदाद और गेटर्स जैसे शब्दों को देखा गया जो उस शब्द को नॉलेज के आधार से लिंक्ड करने का उल्लेख करते हैं और इन शब्दों का पता लगाने के लिए इस एप्रोच को मेंशन डिटेक्शन कहा जाता है अब हमें पता चल गया है कि लिंक्ड किए जाने के लिए उपयुक्त मेंशनस क्या हैं तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा अगला स्टेप आपको यह पहचानना होगा कि संभावित कैंडिडेट क्या हैं जिनसे इसे लिंक्ड किया जा सकता है पिछली स्लाइड में हमने देखा कि गेटर्स दो अलग अलग एंट्रीज़ से जुड़ सकते हैं तों पहचानें कि इसमें संभावित एंट्रीज़ क्या हैं और इसे लिंक जेनरेशन कहा जाता है इसलिए आपको यह चयन करना होगा कि कैंडिडेट एंटिटी लिंक क्या हैं और किसी भी तरह आपको सूचीबद्ध करने के लिए सभी लिंक क्या हैं इसे लिंक जनरेशन कहा जाता है अब आप जानते हैं कि सभी लिंक क्या हैं तो अगला स्टेप क्या होगा आपको यह पता लगाना होगा कि इन सभी सेट के लिए सबसे उपयुक्त लिंक क्या है तो इसे डिसअम्बिगुईशन कहेंगे तो यह इस संदर्भ का उपयोग करने के लिए किया गया है कि यह उपयुक्त लिंक क्या है जिसे इस एंटिटी से लिंक किया जाना चाहिए और आप अपने पूरे कार्य को सुधारने के लिए फ़िल्टर का भी उपयोग सकते हैं और हम इन सभी के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे आप इसके आधार पर अपने कार्य को कैसे फ़िल्टर और सुधार कर सकते हैं तो ये तीन मुख्य स्टेप्स हैं कभी कभी आप पहले दो स्टेप्स को भी जोड़ सकते हैं जब आप उन मेंशन का पता लगा रहे होते हैं जो आप एक ही समय में कैंडिडेट्स को भी ढूंढ रहे होते हैं तो यह भी संभव है तो अब हम विकिफीकेशन के कांटेक्स्ट में इन स्टेप्स को देखते हैं तो आपके पास एक टेक्स्ट हैं जहाँ आपके पास यह वाक्य डीजेनेरसी हटा दिया है और पहले और बाद में कुछ शब्द हैं तो मेंशन डिटेक्शन क्या है और पता लगाएं की डीजेनेरसी शब्द लिंक्ड उचित मेंशन है तों यह स्लाइड में हरे रंग में है तो यह एक मेंशन डिटेक्शन हिस्सा है फिर दूसरा भाग लिंक जेनरेशन होगा मेरे डेटाबेस में सभी उपयुक्त सभी संभावित फ्रेसेस पेजों का पता लगाएं तो यहां आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में बायोलॉजी में ग्राफ थ्योरी में और डीजेनेरेट एनर्जी लेवेल्स में इनका डीजेनेरसी होता है तो चार संभावित लिंक हैं तो आपके पास डिसअम्बिगुईशन का एक टास्क है तों चार लिंक में से कौन सा उपयुक्त पेज होना चाहिए जिससे यह एंटिटी लिंक्ड होनी चाहिए और तीसरा स्टेप डिसअम्बिगुईशन होगा और चौथा एक डीजेनेरेट एनर्जी लेवेल्स है जो मेरे डीजेनेरेट मेंशन के लिए उपयुक्त एंटिटी पेज है और एंटिटी लिंकिंग के लिए ये तीन स्टेप्स हैं तो हम समझना चाहते हैं विकिपीडिया की कुछ बुनियादी विशेषताएं क्या हैं जो विकीफीकेशन के लिए एक एल्गोरिथ्म को डिजाइन करने में हमारी मदद कर सकता हैं इसलिए आप सभी विकिपीडिया के बारे में जानते हैं और आप विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए आप विकिपीडिया पढ़ रहे हैं तो आपने विकिपीडिया में क्या देखा है वहाँ एक पेज एक टाइटल और पेज के बारे में कुछ निश्चित टेक्स्ट हैं और आप देखते हैं कि विभिन्न लिंक भी हैं एक आर्टिकल है और इसके अतिरिक्त कुछ रीडाईरेकटेड पेज हो सकते हैं आप शायद विकिपीडिया में कुछ खोज रहे हैं और यह आपको विकिपीडिया में किसी अन्य पेज पर रीडाईरेकटेड करता है तो विकिपीडिया में बहुत सारे रीडाईरेकटेड पेज हैं यहाँ पर डिसअम्बिगुईशन पेजेज हैं हम अगली स्लाइड में एक उदाहरण देखेंगे फिर केटेगरी टेम्पलेट पेज हैं जो आवंटित करते हैं इस विकिपीडिया की विभिन्न केटेगरी क्या हैं सबकेटेगरी क्या हैं और फिर कुछ एडमिन पेजेज हैं अब हमारे कार्य के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि विकिपीडिया में बहुत सारे हाइपरलिंक हैं तो विकिपीडिया में हाइपरलिंक क्या है तो अलग अलग शब्द और फ्रेसेस विकिपीडिया के अन्दर ही जुड़े हुए हैं इसलिए हम देखेंगे कि विकिपीडिया आर्टिकल में कुछ कॉन्सेप्ट्स में हाइपरलिंक है और आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं और आप इसी विकिपीडिया पेज पर जाएंगे तो विकिपीडिया के अन्दर बहुत इन सारे लिंक और आउट लिंक हैं तो उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स लेते है जब भी आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स जैसा कोई फ्रेस होता है तो आप यह कहते हुए लिंक कर सकते है की यह यूनाइटेड स्टेट्स टीवी सीरियल या अमेरिकन टीवी शो वगैरह से लिंक हुआ है तो आप पाएंगे कि यह सोर्स हाइपरलिंक की तरह होगा और आपके पास सोर्स के अंदर उपयुक्त एंटिटी क्या है यह दर्शाने के लिए एक डबल कोष्ठक होगा और यदि आप सोर्स को सही तरह से देखते हैं तो आप पता लगा सकते हैं और ये विभिन्न हाइपरलिंक हैं जो आपके पास विकिपीडिया में हैं आपके पास बहुत सारे डिसअम्बिगुईशन पेज हैं और कुछ एंटिटीस के लिए जहां बहुत सारे अलग अलग उल्लेख उपलब्ध हैं और आपके पास डिसअम्बिगुईशन में कुछ केटेगरी हो सकती हैं कि मनोरंजन की श्रेणी में क्या संभावनाएँ हैं राजनीति की श्रेणी में क्या संभावनाएँ हैं वगैरह जैसे यहाँ आपके पास न्यूयॉर्क एंटिटी के लिए डिसअम्बिगुईशन पेज हैं इसलिए आपके पास ऐसे स्थान होंगे जो संभावनाएं हैं और मीडिया मनोरंजन का चयन करेगे और आप देखेंगे कि प्रत्येक केटेगरी में बहुत सारी एंटिटीस हैं जो इस मुख्य एंटिटी न्यूयॉर्क के अनुरूप हैं तो आप देखेंगे कि इन मामलों में वही एक एंटिटी है जो विकिपीडिया में 15 20 अलग अलग पेजेज पर मैप कर सकती है और वे इस डिसअम्बिगुईशन पेज में अच्छी तरह से केटेगराइसड हैं विभिन्न पेजेज में केटेगरीस हो सकती हैं या नहीं भी तो हमें पूरी आर्किटेक्चर के बारे में क्या जानना चाहिए विकिपीडिया पेजेज में बहुत सारे और प्रत्येक पेज का कुछ नाम है जो उसकी पहचान होगा आप पहचानकर्ता हो सकते हैं तब टेक्स्ट में शामिल बहुत सारे टेक्स्ट में आपके पास विभिन्न हाइपरलिंक होते हैं जहां विभिन्न फ्रेसेस अपने स्वयं के विकिपीडिया पेजेज से जुड़े होते हैं और कुछ एंटिटीस के पास अपना स्वयं का डिसअम्बिगुईशन पेज होगा जहां आपको पता चलेगा कि इस एंटिटी का उपयोग करने के विभिन्न तरीके क्या हैं यह शायद विभिन्न केटेगरिस के तहत भी हो सकता है तो एक बार जब आप इसके बारे में जान लेते हैं तो हम कुछ छोटे आंकड़े बताते हैं यह है कि हम शब्दों की सेंस के लिए वर्डनेट के बारे में बात की है हमने एक वाक्य दिया हम प्रत्येक शब्द का पता लगाना चाहते हैं वर्डनेट में उपयुक्त सेंस क्या है जो इससे मेल खाती है तो वर्डनेट में हमारे पास कितनी एंटिटीस थीं हमारे पास लगभग 80k था 80000 विभिन्न एंटिटीस की परिभाषाएँ और 142000 अलग अलग सेंसेस है दूसरी ओर विकिपीडिया बहुत बडी रिपॉजिटरी है तो विकिपीडिया में कुल मिलाकर 4 मिलियन एंटिटी परिभाषाएँ हैं और यह बढ़ती रहती है और 24 मिलियन अलग अलग सेंसेस हैं तो यह वर्डनेट से बहुत बड़ा है इसलिए हमारा कार्य इन सभी 24 मिलियन सेंसेस से है जो यह पता लगाते हैं कि कौन सी एंटिटीस इम्पोर्ट कर रही हैं जो महत्वपूर्ण हैं और इनमें से कौन सा सेंस इसके अनुरूप है अब हम देखते हैं तीन स्टेप्स के लिए हम सरल उपाय क्या सोच सकते हैं या हमें केवल दो स्टेप्स बताएं मेंशन डिटेक्शन और डिसअम्बिगुईशन मेंशन डिटेक्शन जो एक टेक्स्ट में है जो n ग्राम यहाँ उचित उल्लेख में है या नहीं तों हम शुरू में क्या करेंगे हम कुछ प्रकार के उपायों को देखेंगे जिनमे केवल विकिपीडिया स्ट्रक्चर या विकिपीडिया डेटा द्वारा लिया जा सकता है तो आइए इस मेंशन डिटेक्शन वाले भाग के बारे में बात करते हैं एक विशेष फ्रेज मेंशन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है या नहीं तो इसके लिए एक अच्छा उपाय क्या होगा यदि आप विकिपीडिया स्ट्रक्चरस का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं तो हम कह सकते हैं कि ठीक है विकिपीडिया में बहुत सारे पेजेज हैं मान लीजिए कि मुझे पता है कि यह विशेष रूप से n ग्राम कितनी बार विकिपीडिया में होता है और जो कुछ भी समय होता है वह वास्तव में किस फ्रैक्शन ऑफ़ टाइम से लिंक्ड होता है तो अगर एक शब्द को कई गुना अधिक संख्या में लिंक्ड लिया जाता है तो क्या विचार है तों इसका मतलब है यह मेंशन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है यदि यह कई बार लिंक्ड नहीं है तों इसका मतलब है कि यह बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं हो सकता है और यह बहुत ही सरल क्राइटेरिया है जिसका उपयोग आप विकिपीडिया से कर सकते हैं तो इसे कीफ्रेजनेस या एक फ्रेज भी कहा जाता है तो विकिपीडिया आर्टिकल्स की संख्या जो इसे एक एंकर के रूप में उपयोग करते हैं उन आर्टिकल्स की संख्या से विभाजित होती है जो इसे बिल्कुल मेंशन करते हैं इसका मतलब है मैं एक शब्द w ले लूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि वे सभी विकिपीडिया पेजेज कहाँ हैं तो यह पांच Refer Time 2019 आर्टिकल्स में आता है आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 4 और 5 और पांच आर्टिकल्स में से 4 और 2 इस w के साथ एक लिंक प्रदान करते हैं तो जहाँ w कुछ विकिपीडिया पेज के लिंक के साथ होता है और a4 भी विकिपीडिया पेज के लिंक के साथ होता है लेकिन a1 a3 a5 लिंक प्रदान नहीं करता है तो यहाँ w एक लिंक के बिना होता है तो कीफ्रेजनेस क्या है तों कीफ्रेजनेस विकिपीडिया में पेज का वह अंश है जो लिंक्ड होता है तो पांच लिंक्ड है तों कीफ्रेजनेस 2 बाय 6 हो जाएंगे और यह एक अच्छा उपाय है यह मुझे बताएगा कि जब भी कोई नया फ्रेस w आता है तो वह विकिपीडिया में कितनी बार लिंक्ड होता है और इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए करता है कि क्या यह एक अच्छा मेंशन है तो यह एक बहुत ही सरल उपाय है इसलिए हम कहेंगे कि यह कितनी बार होता है किस समय होता है वह कितनी बार किसी अन्य विकिपीडिया आर्टिकल से लिंक्ड होता है अब यहाँ हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि क्या यह हमेशा एक ही विकिपीडिया आर्टिकल या कई विकिपीडिया आर्टिकल्स से लिंक्ड हुआ है अगर यह किसी चीज़ से लिंक्ड है तो हम नुमेरटर में विचार करेंगे तो यह एक शब्द के लिए कीफ्रेजनेस है अब डिसअम्बिगुईशन के लिए एक अच्छा उपाय क्या हो सकता है हम फिर से इसके बारे में सोचें कि क्या हम विकिपीडिया का उपयोग डिसअम्बिगुईशन के लिए एक अच्छा उपाय खोजने के लिए कर सकते हैं तो सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है जिसे आप सोच सकते हैं इसलिए मेरे पास एक शब्द है और यह कई एंटिटीस से मेल खाता है उदाहरण के लिए मेरे पास एक शब्द w है और सामान्य तौर पर यह तीन विकिपीडिया पेजेज से लिंक है a1 a2 a3 सभी इस विकिपीडिया पेज के लिए संभावित रेफ़रेंस हैं अब यह पता लगाने के लिए एक अच्छी बेसलाइन क्या हो सकती है किसी एक डिसअम्बिगुईशन पेज के लिए तो इसके लिए मैं फिर से विकिपीडिया का उपयोग कर सकता हूं इसलिए मैं पूरे विकिपीडिया में देखूंगा कि जब भी w किसी चीज़ से लिंक होता है तो इन a1 a2 a3 में किस समय अंश से लिंक है तों मान लीजिए कि a1 90 प्रतिशत समय तक है a2 80 प्रतिशत समय तक और a3 2 प्रतिशत समय तक है और यह एक अच्छा उपाय हो सकता है की 90 प्रतिशत बार w आर्टिकल a1 से लिंक है इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से मैं कहूंगा कि w a1 से लिंक करेगा इसलिए यह एक सरल उपाय हो सकता है और इसे कॉमननेस कहा जाता है तो मैं एक शब्द और एक कंसेप्ट के लिए कॉमननेस को परिभाषित करूंगा यहाँ तीन कॉन्सेप्ट्स हैं तीन विकिपीडिया कॉन्सेप्ट्स हैं और परिभाषा क्या है तो विकिपीडिया में गंतव्य के रूप में एक विशेष सेंस के समय का उपयोग किया जाता है इसलिए कई बार शब्द यहाँ c से विभाजित शब्द किसी भी c प्राइम से लिंक होता है तो यहाँ 90 को 100 से विभाजित किया जाएगा मान लीजिए कि वे 90 80 और 2 पेजेज हैं इसलिए 90 को 100 से विभाजित करना w a1 के लिए कॉमननेस है 80 बाय 100 w a2 के लिए कॉमननेस है 2 बाय 100 w a3 के लिए कॉमननेस है तो यह एक सरल उपाय है तो आपने यहाँ कीफ्रेजनेस और कॉमननेस देखा है और वे सरल उपाय हैं यह विकिपीडिया से प्रत्यक्ष है अब एक उदाहरण देखते हैं यहां एक टेक्स्ट है जो एक मैच की रिपोर्ट की तरह है तों आप क्या देख रहे हैं आप उन शब्दों को देख रहे हैं जो वे कलर्ड हैं और कलर कीफ्रेजनेसएस स्कोर पर निर्भर करता हैं यह 0 से 1 तक है इसलिए गहरे हरे रंग की कीफ्रेजनेस 1 है इसका मतलब है यह हमेशा विकिपीडिया से लिंक्ड हुआ है इसलिए यहाँ बुल्गारिया नेशनल फुटबॉल टीम हमेशा विकिपीडिया से जुड़ी हुई है इसकी उच्च कीफ्रेजनेस है यहाँ कुछ शब्द जैसे नॉक आउट हमेशा लिंक्ड नहीं होते हैं उनमें बहुत ही कम कीफ्रेजनेस होती है यहाँ कॉमननेस क्या है अब आप यहाँ जर्मनी की तरह एक विशेष एंटिटी लेंगे और आप देखोगे जर्मनी जर्मनी नेशनल फुटबॉल टीम नाजी जर्मनी जर्मन एम्पायर जैसे सभी कैंडिडेट क्या हैं इसी प्रकार वर्ल्ड कप के लिए यह फीफा वर्ल्ड कप एफआईएस अल्पाइन स्कीइंग वर्ल्ड कप 2009 एफआईएन स्विमिंग वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप मेन्स गोल्फ वगैरह हो सकता है ये विभिन्न कैंडिडेट हो सकते हैं और आप यह देख कर कॉमननेस की गणना कर रहे हैं कि यह शब्द वास्तव में इन एंटिटीस से कितनी बार लिंक्ड हुआ है विभाजीत वास्तव में लिंक्ड हुआ है और यह आपको कॉमननेस प्रदान करता है तो जर्मनी जर्मनी से लिंक्ड हुआ है जैसे जर्मनी शब्द जर्मनी का 95 प्रतिशत समय नेशनल फुटबॉल टीम में 139 प्रतिशत समय पर इसी तरह फीफा वर्ल्ड कप के लिए है तो अब वहाँ से आप डिफ़ॉल्ट रूप से उच्चतम कॉमननेस के साथ शब्द का चयन कर सकते हैं जैसे 1998 फीफा वर्ल्ड कप यहां आएगा लेकिन इस एंटिटी के साथ एक समस्या होगी इस जर्मनी ने जर्मनी शब्द को 95 प्रतिशत समय लिखा होगा लेकिन इस मामले में उपयुक्त मेंशन जर्मनी की नेशनल फुटबॉल टीम का है और वह इसका पता नहीं लगा पाएगी तो यह कीफ्रेजनेस और कॉमननेस के बारे में विचार है और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि क्या a1 है इस दृष्टिकोण के साथ एक समस्या है तो क्या यह हमेशा सबसे अच्छा निर्णय होता है कि वे अपनी विशेष एंटिटी को लिंकिंग के लिए केवल कॉमननेस का उपयोग करें तो आपने पिछले पेज में जो कुछ भी देखा उससे आप क्या कहते हैं क्या हमेशा कॉमननेस का उपयोग करना सबसे अच्छा निर्णय है यह सही नहीं हो सकता है क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं जब भी कोई शब्द w किसी भी कांटेक्स्ट में होता है तो मैं इसे हमेशा डिफ़ॉल्ट रूप से a1 पर असाइन करूंगा क्योंकि इसमें उच्चतम कॉमननेस है इसका मतलब है कि मैंने कभी भी उस कांटेक्स्ट का उपयोग नहीं किया है जिसमें w शब्द होता है डिफ़ॉल्ट रूप से मैं इसे केटेगरी और लिंक को a1 में निर्दिष्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं हमेशा कुछ गलतियां करूंगा कम से कम वेट वाले कुछ पेज होंगे a2 या a3 से लिंक करना चाहिए और उन मामलों में मैं Refer Time 2703 डिफ़ॉल्ट रूप से a1 से लिंक करूंगा इसलिए मैं इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छी प्रणाली नहीं बना सकता हमेशा गलती करने की संभावना होती है क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट मामले को ले रहे हैं और यह भी एक बेसलाइन से मेल खाता है जिसे आप शब्दों के सेंस डिसअम्बिगुईशन में उपयोग कर सकते हैं क्या आप एक ऐसे शब्द का अर्थ लेते हैं जो सबसे अधिक संभावित अर्थ है यह बेसलाइन की तरह है लेकिन यह आपको एक बहुत अच्छी प्रणाली को डिजाइन करने में कभी मदद नहीं करेगा क्योंकि आप इसे उस कांटेक्स्ट से स्वतंत्र कर रहे हैं जिसे आप हमेशा इस पेज से लिंकिंग कर रहे हैं अब हम अगले व्याख्यान में क्या देखेंगे वह यह है कि क्या हम इस मेथड को बेहतर बनाने के लिए कांटेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं कॉमननेस का उपयोग करने के बजाय हम कांटेक्स्ट से कुछ पता लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं तीनों में से इस विशेष एंटिटी के लिए उपयुक्त लिंक क्या होना चाहिए तो हमने क्या देखा तो कॉमननेस और कीफ्रेजनेस मुख्यता सरल उपाय हैं वे आपको एक अच्छी बेसलाइन तैयार करने में मदद कर सकते हैं जो ज्यादातर समय काम करेगा लेकिन सटीक प्रणाली बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि आप हमेशा कुछ गलत लिंक्स देंगे और हम देख सकते हैं क्योंकि सबसे संभावित लिंक के लिए एक डिफ़ॉल्ट है और जब भी इस शब्द का उपयोग संभव लिंक में नहीं किया जाता है तो इसे कभी भी सही तरीके से असाइन नहीं किया जा सकता है इसलिए हमें कांटेक्स्ट का उपयोग करने की आवश्यकता है और यही हम अगले व्याख्यान में देखेंगे लिंक का खंडन करने के लिए हम शब्द से कांटेक्स्ट का उपयोग कैसे करते हैं